शुभ दोपहर औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पर पाठ्यक्रम के पाठ 11 में आपका स्वागत है अब तक हमने सेंसर के बारे में सीखा है लेकिन एक्ट्यूएटर्स के बारे में जानने से पहले मैंने सोचा कि स्वचालित नियंत्रणों के बारे में सीखना अधिक उपयोगी होगा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि कई एक्चुएटर्स वास्तव में स्वयं बंद लूप कंट्रोल सिस्टम हैं इसलिए एक्चुएटर्स के बारे में सीखने से पहले स्वचालित नियंत्रणों के बारे में जानना उपयोगी है तो हम स्वत नियंत्रण के साथ शुरू करेंगे और उसके साथ कुछ व्याख्यानों के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर अंत में एक्चुएटर्स पर वापस आएंगे तो यहां हम चलते हैं यह व्याख्यान स्वत नियंत्रण के परिचय पर है इसलिए हम कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और अंत में PID नियंत्रक नामक एक नियंत्रक की मूल संरचना को देखते हैं जो लगभग कहा जाता है कि PID नियंत्रक सभी औद्योगिक निरंतर नियंत्रकों का 90 95 है तो हम उस पर एक नजर डालने जा रहे हैं नियंत्रक की वह संरचना इतनी उपयोगी क्यों है तो यही हमारे व्याख्यान का उद्देश्य है तो आइए हम इसे और अधिक विस्तार से देखें जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं आइए हम इस पाठ के निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखें तो इस पाठ के बाद किसी को स्वत नियंत्रण के प्रदर्शन उद्देश्यों को परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए कि मूल रूप से स्वचालित नियंत्रण क्या करना चाहता है वह परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए मूल रूप स्थिरता क्या है वर्णन करें और अस्थिरता के तीन कारण हैं जो एक औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण लूप प्रक्रिया में बहुत विशिष्ट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक को परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए जिसे स्थिर अवस्था त्रुटि कहा जाता है और स्थिर अवस्था त्रुटि को कम करने की बुनियादी रणनीति करने में सक्षम होना चाहिए और ऐसा करते समय और निश्चित रूप से स्वचालित नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य यह है कि डिस्टरबेंस से कैसे छुटकारा पाया जाए या डिस्टरबेंस से कैसे निपटा जाए इस अर्थ में कि आउटपुट पर डिस्टरबेंस के प्रभाव को कैसे कम किया जाए और ये सभी जैसा कि हम देखेंगे स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की नियंत्रण संरचना की ओर ले जाएगा जिसे PID नियंत्रण के रूप में जाना जाता है तो आज हम यही सीखना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आइए पहले स्वचालित नियंत्रण उद्देश्यों को देखें स्वचालित नियंत्रण लूप मूल रूप से क्या करता है तो यहाँ एक स्वचालित नियंत्रण लूप है जो हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम में से अधिकांश ने पहले से ही स्वचालित नियंत्रण पर एक कोर्स किया है तो यहाँ सेट पॉइंट है बस एक क्षण के लिए मुझे अपना पेन चुनने दें तो यहाँ सेट पॉइंट है और यह कंट्रोलर है यह एक्चुएटर है जो जैसा कि हमने चर्चा की है जो कंट्रोल ऊर्जा को बढ़ाता है और अंत में प्लांट को इनपुट देता है यह प्लांट ही है यह आउटपुट है जिसे हम नियंत्रित करना चाहते हैं और यह सेंसर के माध्यम से फीडबैक है यह वह है जिसे त्रुटि के रूप में जाना जाता है तो स्वचालित नियंत्रण का उद्देश्य क्या है स्वत नियंत्रण का उद्देश्य सबसे पहले स्थिरता बनाए रखना है इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि यदि आप आउटपुट को एक विशेष स्तर पर होल्ड करना चाहते हैं तो हमें इसे होल्ड करने में सक्षम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आउटपुट भाग जाएगा या ऐसा नहीं है कि आउटपुट दोलन करेगा इसलिए हम चाहते हैं कि मात्राएँ निश्चित मूल्यों तक पहुँचें और वहीं रहें जिसे मोटे तौर पर स्थिरता कहा जाता है वैसे भी इस पाठ्यक्रम में हम इसे बहुत ज्यादा गणितीय दृष्टि से नहीं देखने वाले हैं इसलिए यह स्थिरता का मूल विचार है इसलिए हम चाहते हैं कि लूप में सिग्नल स्थिर हों ऐसा नहीं है कि वे लगातार घूमते रहें यह स्वत नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है खासकर उन प्रक्रियाओं के लिए जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके बिना हम प्रक्रिया को बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं अगला है एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम आउटपुट को एक निश्चित स्तर पर जहाँ भी हम चाहते हैं रख सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आउटपुट सेट पॉइंट्स का पालन करे अब सेट पॉइंट है जैसा कि हमने देखा है कि यह समय का एक कार्य है और यह आउटपुट भी समय का एक कार्य है इसलिए हम चाहेंगे कि समय का यह फलन समय के इस फलन से यथासंभव निकट से मिलता जुलता हो तो हम इस निकटता को कैसे व्यक्त करते हैं हम इसे विशिष्ट रूप से इस निर्धारित बिंदु के संदर्भ में व्यक्त करते हैं आमतौर पर बहुत बार समय के हमारे चरण कार्य करते हैं यानी वे समय के साथ इस तरह बदलते हैं तो यह एक विशिष्ट r है और यह t है तो वे स्टेप जंप लेते हैं इसलिए हम आम तौर पर इस तरह की स्टेप प्रतिक्रिया इस तरह के निर्धारित बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम सटीकता की डिग्री व्यक्त करने के लिए इस तरह के सापेक्ष में जिसके साथ y r के करीब हो सकता है हम विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करते हैं जैसे कि स्टडी स्टेट एरर राइज टाइम सेटलिंग टाइम आदि हम इस पर अधिक विस्तृत नजर रखेंगे तो यह सेट बिंदुओं के बाद दूसरा बुनियादी महत्वपूर्ण बिंदु है अगला महत्वपूर्ण बिंदु निश्चित रूप से डिस्टरबेंस को अस्वीकार करना है भले ही आउटपुट एक बार r के करीब आ जाए फिर भी कई बाहरी संकेत हैं जो इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं इसलिए आउटपुट डिस्टरबेंस या लोड डिस्टरबेंस होती है जो बहुत बार होती है उदाहरण के लिए एक्ट्यूएटर से इनपुट डिस्टरबेंस हो सकती है हम देखेंगे कि यदि आपके पास हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर है तो मुख्य चीजों में से एक चीजें जो होता है वह यह है कि एक्ट्यूएटर मूल रूप से एक एम्पलीफायर है यह शक्ति को बढ़ाता है इसलिए जो कुछ भी शक्ति को बढ़ाता है उसके पास आमतौर पर एक शक्ति स्रोत होता है उदाहरण के लिए हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर में तेल का दबाव स्रोत होता है अब अगर तेल का दबाव बदलता है तो यह एक्चुएटर के लिए एक इनपुट डिस्टरबेंस होगी इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं तो क्या होता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप रोलिंग ले रहे हैं तो रोलिंग में आप क्या करना चाहते हैं आप रोल की गति और रोल के अंतराल को नियंत्रित करना चाहते हैं अब अब जब एक मेटल बार आता है और यहां रोल्स घूम रहे हैं तो जब यह आता है तो रोल को तुरंत पकड़ लेता है तो जबरदस्त टॉर्क डिमांड होती है जो इस पर आती है तो यह टॉर्क उदाहरण के लिए बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है जिन महत्वपूर्ण चीजों पर यह निर्भर करता है वह बार का तापमान है जो रोल्स में काट रहा है तो ऐसी चीजों को लोड डिस्टर्बेंस कहा जाता है इसी तरह हम जो कुछ भी महसूस करना चाहते हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार के माप शोर पूर्वाग्रह होने वाले हैं तो विद्युत चुम्बकीय शोर इलेक्ट्रोस्टैटिक शोर तो वे फीडबैक डिस्टरबेंस हैं इसलिए विभिन्न प्रकार की डिस्टरबेंस हैं जो हर समय लूप पर काम कर रही हैं जो इस आउटपुट को 'r' से दूर ले जाती हैं इसलिए नियंत्रक का काम हर बार 'r' से दूर जाने का काम है नियंत्रक को उपयुक्त इनपुट उत्पन्न करना है जिससे कि यह 'r' पर वापस आ जाए इसलिए डिस्टरबेंस को खारिज करना जो इस स्वचालित नियंत्रण का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है इसलिए स्थिरता बनाए रखना निर्धारित बिंदु का पालन करना और अशांति को अस्वीकार करना ये स्वत नियंत्रण के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं इसलिए कहा गया है देखा गया है आइए हम स्थिरता की अवधारणा को कुछ विस्तार से देखें तो आइए हम स्थिरता की इस अवधारणा पर कुछ सामान्य ज्ञान बनाते हैं तो सबसे पहले वह कारण है जब आपके पास अस्थिरता होती है हमारे पास अस्थिरता होती है जब कारण प्रभाव बनाता है और प्रभाव कारण बनाता है तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विशिष्ट मामला है मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं मान लीजिए कि आपके पास एक उलटा पेंडुलम है जो पेंडुलम यहां एक हिंज पर आयोजित होता है तो अगर पेंडुलम लंबवत है तो मान लीजिए कि यह अपनी स्थिति बनाए रखता है अब अगर आप अगर आप थोड़ा सा धक्का देते हैं अगर आप इसे थोड़ा सा धक्का देते हैं मान लीजिए इस तरफ तो पेंडुलम इस स्थिति में आ जाएगा तो यहाँ एक कारण है जिसने एक कोण का प्रभाव उत्पन्न किया अब इस प्रभाव के कारण अब गुरुत्वाकर्षण बल जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य कर रहा था अब उसका एक घटक इस प्रकार है तो अब इस घटक के कारण यह पेंडुलम और आगे बढ़ेगा और इस स्थिति में आ जाएगा तो आप देखते हैं कि यहां एक कारण है जो उस प्रभाव का निर्माण करता है उस प्रभाव ने एक और टॉर्क उत्पन्न किया है इसलिए यह आगे का कारण उत्पन्न करता है जो आगे प्रभाव उत्पन्न करता है और इसलिए यह एक स्थिर स्थिति नहीं है यह एक अस्थिर स्थिति है तो यह स्थिरता की मूल घटना है और यह घटना प्रवाह तापमान गति विस्थापन हर चर के अधिकार के मामले में विभिन्न तरीकों से खुद को प्रदर्शित करती है तो यह स्थिरता की मूल अवधारणा है तो अगला बिंदु क्या है फिर अस्थिर प्रतिक्रिया क्या है मेरा मतलब है वे आम तौर पर कैसे विशेषता रखते हैं उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए एक अस्थिर प्रतिक्रिया के दो विशिष्ट प्रदर्शन हैं उदाहरण के लिए खुले लूप में यदि संयंत्र खुले लूप में संचालित नहीं होता है तो आउटपुट एक स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु पर संतृप्त होता है आइए विशिष्ट उदाहरण देखते है तो विशिष्ट उदाहरण मान लीजिए कि हमारे पास एक इंडक्शन मोटर टॉर्क स्पीड कर्व का मामला है ठीक है तो यह पक्ष गति है और यह पक्ष बलाघूर्ण है विद्युत इंजीनियरों के रूप में हमने इसका अध्ययन किया है तो टॉर्क गति वक्र आमतौर पर इस तरह दिखता है और हम कहते हैं कि एक लोड विशेषता एक लोड विशेषता इस तरह दिखती है इसलिए जैसे जैसे गति बढ़ती है लोड टॉर्क की मांग भी बढ़ती है तो अब अगर यह लोड जो कि यह लोड टॉर्क स्पीड विशेषता है तो अब मान लीजिए कि हम मोटर को इस भार से जोड़ते हैं और फिर मोटर पर स्विच करते हैं तो क्या होने वाला है इस मामले में निश्चित रूप से मोटर इस तथ्य के कारण शुरू नहीं होगी क्योंकि यह टॉर्क बड़ा है तो वास्तव में हमने मान लिया है कि टॉर्क यहां सही आएगा मैं देख रहा हूं कि मुझे इसे यहां फिर से छूना है यह मोड में है मुझे इसे पेंसिल से छूना है और फिर मैंने इसे रंग को सही करने के लिए स्पर्श किया है तो मान लीजिए कि लोड विशेषता इस तरह से चलती है और मान लीजिए कि मोटर विशेषता इस रास्ते से है मोटर विशेषता यह है तो अब अगर आप इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर विचार करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क समान हैं तो यह एक स्थिर ऑपरेटिंग पॉइंट है मोटर पर्याप्त टॉर्क पैदा कर रही है जो लोड मांगता है लेकिन अगर यहाँ गति को थोड़ा बदल दिया जाता है और जिससे अगर मोटर इस स्थिति में जाती है तो अब क्या होता है तो अब उत्पन्न टॉर्क इस लोड टॉर्क से अधिक है जो हरे वक्र द्वारा दिया गया है तो अब आपके पास अतिरिक्त टॉर्क है तो अब यह अतिरिक्त टॉर्क क्या करेगा यह मोटर की गति को बढ़ा देगा तो अब मोटर इस बिंदु पर जाएगी जहां उसके पास और अतिरिक्त टॉर्क होगा अंत में यह अंततः इस बिंदु पर बसने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप इस बिंदु पर फिर से देखते हैं कि मोटर टॉर्क और उत्पन्न लोड टॉर्क वास्तव में बराबर है लेकिन इस बिंदु पर अब अगर आप अगर कुछ गति बढ़ाता है और यह इस बिंदु पर आता है तो मेरा बिंदु स्थानांतरित हो रहा है अब क्या होता है कि अगर मोटर इस बिंदु से इस बिंदु पर शिफ्ट हो जाए तो तुरंत क्या होगा कि उत्पन्न टॉर्क वास्तव में लोड टॉर्क की आवश्यकता से नीचे गिर जाएगा तो मोटर अपने पुराने ऑपरेटिंग बिंदु पर वापस जाने के लिए प्रवृत्त होगी इसलिए वास्तव में यह एक स्थिर और एक अस्थिर ओपन लूप ऑपरेटिंग बिंदु के बीच का अंतर है एक अस्थिर बिंदु में यदि आप इसे इससे दूर ले जाते हैं तो यह आगे की ओर जाता है इससे दूर और अंत में एक स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु पर स्थाई हो जाता है दूसरी ओर यदि आप स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु से दूर चले जाते हैं तो यह उस ऑपरेटिंग बिंदु पर वापस आ जाएगा अब क्या होता है कि लेकिन यह प्रवृत्ति लेकिन आप हमेशा कर सकते हैं या यदि आप नियंत्रक का उपयोग करते हैं तो नियंत्रक का काम एक अस्थिर ऑपरेटिंग लूप बिंदुओं के आसपास एक योजना संचालित करना है यही कारण है कि कई मामलों में नियंत्रण का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए प्रक्रिया नियंत्रण में वायुयानों में और मोटर में भी तो यह वास्तव में क्या करेगा पुराने उदाहरण को लेते हुए अब यदि टॉर्क गति वक्र इस बिंदु के आसपास है तो यहाँ यदि यह काम कर रहा है तो अब नियंत्रण अब अगर यहां से हिलने की प्रवृत्ति रखता है तो यह दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है लेकिन अब नियंत्रक नियंत्रण करेगा फिर हम मोटर टर्मिनल वोल्टेज वास्तव में टॉर्क को कम कर देगा ताकि यह वापस यहां आ जाए फिर जब वह वापस आता है तो उसकी इस तरह चलने की प्रवृत्ति होती है तो फिर से नियंत्रक इसे ऊपर ले जाएगा इसलिए ओपन लूप की इस प्रवृत्ति को वास्तव में एक स्थिर ऑपरेटिंग बिंदु पर संतृप्त करने के लिए नियंत्रित किया जाता है जिसे वास्तव में नियंत्रक द्वारा रोका जाता है इसलिए हर बार अस्थिर लूप से यह स्थिर बिंदु पर जाने का प्रयास करता है लेकिन नियंत्रक इसे वापस धकेल देता है फिर हम दूसरे ऑपरेटिंग बिंदु पर जाते हैं और फिर नियंत्रक इसे फिर से पीछे धकेल देता है तो यह ऐसा होता है इसलिए प्लांट दूर जाना चाहता है और नियंत्रक उसे पीछे धकेलता रहता है इसलिए आपके पास दोलनशील प्रतिक्रिया होती है तो आमतौर पर यह आमतौर पर तब होता है जब एक अस्थिर प्रतिक्रिया के मामले में बंद लूप आउटपुट निरंतर दोलन दिखाता है तो वह भी एक प्रकार की अस्थिरता है तो यह आम तौर पर आपको तब मिलता है जब आप एक ओपन लूप या क्लोज लूप संयंत्र संचालित करते हैं तो आप एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्टरों से उदाहरण ले सकते हैं जहां तापमान दूर चला जाता है विमान जहां वायुयान अक्सर बहुत अस्थिर होते हैं या आपके पास मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण जैसे मोटर हो सकते हैं तो लेकिन इतना जो कुछ भी कह रहा है कि आप अभी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करके एक अस्थिर ऑपरेटिंग बिंदु के आसपास एक संयंत्र संचालित कर सकते हैं मूल रूप से यही वह है जो आपका प्रतिक्रिया नियंत्रण प्राप्त करता है यह संयंत्र को स्थिर के आसपास अस्थिर बिंदु में संचालित करता है जो बिंदु इसकी ओपन लूप विशेषता के अनुसार अस्थिर होता है यह वहां इसे फीडबैक के साथ स्थिर रूप से संचालित कर सकता है हालांकि यह पता चला है कि कभी कभी फेज लैग जैसे विभिन्न कारकों के कारण फीडबैक सकारात्मक हो सकता है तो यह तब होता है जब प्रतिक्रिया तुरंत सकारात्मक हो जाती है उस समय हमें दोलन और अस्थिरता के अन्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो यह वही है जो गुणात्मक रूप से बोल रहा है आमतौर पर ऐसा ही होता है तो अब हम फीडबैक लूप में अस्थिरता के तीन प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं फीडबैक लूप में यह कैसे होता है तो इस लूप में इस अस्थिरता में प्रतिक्रिया के कारण क्या हैं इसके दो कारण हैं जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिरता के बजाय या अस्थिरता दो चीजों के कारण होती है सबसे पहले इस लूप के चारों ओर चरण कुल चरण 180˚ से कम होना चाहिए क्योंकि अन्यथा यदि यह 180˚ तक पहुंच जाता है तो उस बिंदु पर नकारात्मक प्रतिक्रिया सकारात्मक प्रतिक्रिया बन जाती है दूसरा बिंदु यह है कि सिर्फ 180˚ फेज शिफ्ट होना ही काफी नहीं है हमारे पास पर्याप्त लूप गेन होना चाहिए यही कारण है अंत में प्रभाव को बढ़ाना चाहिए और प्रभाव को उस कारण को भी बढ़ाना चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है कि आपके पास पर्याप्त उच्च लूप लाभ है तो ये दो प्रमुख कारण हैं एक यह है कि चरण अंतराल 180 से कम होना चाहिए 180 या 180 से अधिक उस आवृत्ति पर वास्तव में दोलन शुरू होता है और उस आवृत्ति पर लाभ अधिक होना चाहिए तो अब कारण क्या हैं फेज लैग कैसे बढ़ सकता है तो फेज लैग कई तरह से बढ़ सकता है उदाहरण के लिए अगर सेंसर इनपुट और प्लांट आउटपुट के बीच देरी मौजूद है उदाहरण के लिए आप पहले देखते हैं आप देखते हैं कि हम यहां से आउटपुट ले रहे थे लेकिन किसी कारण से यदि आप इस तरह से आउटपुट लेते हैं तो इस सिग्नल के बीच एक समय की देरी होती है जो आउटपुट आप नियंत्रित करना चाहते हैं और यह सिग्नल जो संकेत आप वापस दे रहे हैं इसलिए हमें T सेकंड कहने में देरी हो रही है उस स्थिति में देरी आसानी से अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है और यह अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक है बस एक पल हाँ तो क्या है इसी तरह कंट्रोलर आउटपुट और प्लांट इनपुट के बीच देरी हो सकती है ऐसा बहुत बार होता है इसलिए विलंब हो सकता है इस बिंदु पर विलंब अवरोध ब्लॉक हो सकता है फिर वहाँ भी मूल रूप से एक समग्र विलंब है जो हर बार हमें यह देखना होता है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विलंब या चरण अंतराल क्या है जो कि लूप चरण विलंब है तो यह यहाँ हो सकता है यह यहाँ हो सकता है यहाँ तक कि यह यहाँ भी हो सकता है यह किसी भी बिंदु पर हो सकता है या यह सेंसर में भी हो सकता है आप जानते हैं कि कभी कभी प्रक्रियाओं को स्वत नियंत्रित करता है और ऑनलाइन विश्लेषक जहां काफी देरी हो सकती है यह देरी वास्तव में सेंसर में होती है यह इनपुट को सेंस करने में नहीं है सीधे यहां से इसे फीड किया जाता है लेकिन यह यूनिट एक समय की देरी का कारण बनती है जो संभव भी है तो इस लूप के आसपास कहीं भी अगर आपको देरी हो रही है तो यह अस्थिरता का एक संभावित कारण है और देरी के अलावा अगला है आपके पास इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के समय स्थिरांक हो सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास समय स्थिरांक हो सकते हैं वास्तव में समय स्थिरांक हमेशा मौजूद होते हैं सेंसर हम अक्सर इसे एक एकल फीडबैक के रूप में लेते हैं लेकिन यह कभी भी एक एकल फीडबैक नहीं होती है इसका अपना समय स्थिरांक भी होता है क्योंकि सेंसर वास्तव में आम तौर पर जैकेट के अगेंस्ट में रखा जाता है इसलिए ऐसी चीजें समय स्थिरांक का कारण बनती है इसी तरह एक एक्चुएटर हालांकि हम कभी कभी अपने आदर्श दृष्टिकोण में सोचते हैं कि नियंत्रक आउटपुट सीधे संयंत्र में जाता है लेकिन यह वास्तव में संयंत्र में नहीं जाता है यह एक्ट्यूएटर में एक शक्ति प्रवर्धन के माध्यम से जाता है जो अपनी देरी प्रेरित करता है वहां देरी हो सकता है संयंत्र में हमेशा देरी होती है तो ये समय स्थिरांक और देरी भी अस्थिरता का कारण बनते हैं तो ये प्रोसेस लूप में अस्थिरता के प्रमुख कारण हैं